सेक्शन और सेक्शनल दृश्य जारी हैं सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे NPTEL ऑनलाइन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम में आपका स्वागत है पहले की कक्षाओं में हमने सेक्शन के बारे में सीखा है इस वर्ग में हम सेक्शनल व्यू के बारे में अधिक जानेंगे इसलिए इन सेक्शन व्यू में हमारे पास अलग अलग विषय हैं पूर्ण सेक्शन कैसे बनाएं और यह कैसा दिखता है इसका आधा सेक्शन व्यू कैसा है ऑफ़सेट सेक्शन कैसे बनाएं रिवॉल्विंग सेक्शन को कैसे दिखाये ये वो चीजें हैं जो हम आज की कक्षा में सीखेंगे अगली कक्षाओं में हम रिब वेब सेक्शन संरेखित सेक्शन के बारे में अधिक जानेंगे यदि यह एक सेक्शन का प्रकार है तो यह कैसा दिखता है और यदि किसी भाग को हटा दिया जाता है तो उसका कैसे दिखाया जाता है और अगर कोई एक विशिष्ट मशीन पार्ट्स हैं अगर हम इसे सेक्शन व्यू के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं ये विषय हैं जिन्हें हम सेक्शन व्यू में शामिल करेंगे तो चलिए हम पहले पूर्ण सेक्शन और आधे सेक्शन व्यू पर व्याख्यान शुरू करते हैं पहला विषय जो हम कवर करते हैं वह एक पूर्ण सेक्शन को कैसे दिखाये इसके बारे मे हैं उदाहरण के लिए आइए इस तरह की वस्तु पर विचार करें शायद यह एक कैमरे के लेंस का एक हिस्सा उस पर हम इस कैमरा ऑब्जेक्ट के माध्यम से गुजरने वाले एक मध्य तल पर इसे ठीक से टुकड़ा करना चाहेंगे और हम उस हिस्से को बनाए रखना चाहेंगे जो बाईं तरफ है और उस हिस्से को हटा दें जो दाईं ओर है तो हम इस कटे हुए सेक्शनल तल के माध्यम से इसे दो समान भागों में विभाजित करते हैं बाएं भाग को रखते हैं यह कल्पना करने की कोशिश करते हैं कि यह कैसा दिखता है और दाहिनी ओर का भाग हटा दें यह हम उस कैमरा ऑब्जेक्ट के आंतरिक विवरणों को जानने के लिए करते हैं बाहर से आइसोमेट्रिक दृश्य में हम सतह की परिधि देखेंगे आयाम को देखेंगेऔर इतने पर क्या हैं यह देखेंगे उसके अंदर किस तरह के तत्व मौजूद हैं जब तक कि हम इस काल्पनिक कट प्लेन को नहीं लेते हम उन विवरणों को नहीं देख सकते हैं उस उद्देश्य के लिए हम इस सेक्शन व्यू को देखते हैं और यहाँ पूरी वस्तु हम इसे दो समान भागों में काट रहे हैं और इसे हटा दें इस तरह की वस्तुओं को हम पूर्ण सेक्शनल व्यू कहते हैं तो दाहिने तरफ के हिस्से को हटाने के बाद यह एक बचा हुए हिस्सा है यहां हम आंतरिक विवरण को इस तरह से देख सकते हैं और एक बार जब यह टुकड़ा वहां से गुजर रहा होता है तो हम यहां मटिरियल देखते हैं यही है और क्योंकि हम उस दिशा में एक टुकड़ा ले रहे हैं हमारे पास यह आकार है और इसी तरह पार्ट के पिछले हिस्से पर एक आकृति हो सकती है जो इस तल से गुजर रही है जो सीधे इस सममितीय दृश्य से दिखाई नहीं दे रही है लेकिन जब हमारे पास यह पूरा सेक्शनल व्यू होता है तो हम देख सकते हैं कि बॅकव्यू में क्या है यह एक त्रि आयामी वस्तु है जिसे मटिरियल के साथ बनाया गया है इसलिए जब आप इसे काट रहे हैं तो आप हमेशा उन हिस्सों में कुछ मटिरियल देख सकते हैं जहां से भी तल गुजर रहा है वहां हम उसे हैच रेखाओं से दिखाएंगे तो यह वस्तु अगर हम इसे एक तलीय दृश्य के रूप में दर्शा रहे है तो इसका मतलब है हम कल्पना करना चाहेंगे की यह दिशा से वह कैसी दिखती है अब जो भी तल उस हिस्से को काटता है उसे हम केवल कटे हुए सेक्शनल व्यू द्वारा दिखाएंगे यदि वह भाग तल द्वारा नहीं काटा जाता है तो हम इसे हैच लाइनों द्वारा नहीं दिखाएंगे ये हैच रेखाएँ हैं तो यह हिस्सा का टुकड़ा जब हम इसे बनाने जा रहे हैं तो वह हिस्सा इस तल से कटा नहीं है तो इस भाग को हमें किसी भी हैच से नहीं दिखाना चाहिए जो कि हिस्सा है और जो मटिरियल स्लाइस होता है तो यह वो मटिरियल है आइए हम किसी और रंग का उपयोग करें तो यह हिस्सा जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये चीजें हैं इसी तरह तल पर भी हमारे पास उस तरह की मटिरियल है तो हमारे पास इस तरह की मटिरियल और यह हिस्सा है इसी तरह यह हिस्सा तल द्वारा कटा हुआ नहीं है तो यह हिस्सा तल द्वारा कटा हुआ नहीं है तो हम इसे किसी हैच द्वारा नहीं दिखाते हैं जहां भी मटिरियल को हटाया गया है उस हिस्से को हम ऐसी हैचड लाइनों द्वारा दिखाएंगे यदि यह टुकड़ा करने की क्रिया के दौरान अगर हम उस मटिरियल को हटाने की स्थिति में नहीं हैं तो हम इसे हैच लाइनों द्वारा नहीं दिखाते हैं क्योंकि यह एक असममित वस्तु है जिसे हम हमेशा केंद्र की प्रस्तुति के द्वारा दर्शाते हैं दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो भी सेक्शन AA लेबल के साथ नियोजित करते हैं उसे हम हमेशा दर्शाते हैं तो मेरे पास एक टुकड़ा हो सकता है हम तीर AA का उपयोग करते हैं तो तीर की दिशा प्रतिनिधित्व करती है कि हम इस हिस्से को बनाए रखने जा रहे हैं और हम इस हिस्से को हटाने जा रहे हैं तो तीर की दिशा रिटेनिंग भाग का प्रतिनिधित्व करती है और जब मैं शीर्ष दृश्य से देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि एक लाइन की तरह एक कट तल है और इस तरह से तीर दिशा होगी तो आमतौर पर हम इस कट के सेक्शनल दृश्य के लिए किस सेक्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उस लेबल का उल्लेख किया जाना है और जब भी आप मटिरियल को हटाते हैं तो आपको उपयुक्त लाइनों द्वारा दिखाना होगा यदि यह लोहे की तरह की मटिरियल है जिसका उपयोग हम करते हैं अगर यह पीतल कांस्य तांबा विभिन्न प्रकार की चीजों का उपयोग करेगा अगर यह लकड़ी की तो सभी चीजों के लिए विभिन्न प्रकार की लाइनें हैं इसलिए उन रेखाओ के देखाव के आधार पर हम यह समझने की स्थिति में होंगे कि हम किस प्रकार की मटिरियल का उपयोग कर रहे हैं आमतौर पर जब आप इस विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उद्योगों में उत्पादन लाइनों में होते हैं तो ड्राइंग शीट वितरित की जाएगी और वहां हम यह समझने की स्थिति में होंगे कि हम किस प्रकार के मटिरियल मे से निर्माण कर रहे हैं और आंतरिक रूप से किस तरह की मटिरियल का उपयोग किया गया है चित्रात्मक रूप को दिखाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आमतौर पर हम शीर्ष दृश्य में पूरी वस्तु दिखाते हैं और एक सेक्शन तल दिखाते है इसलिए अगर हम कुछ ऊपर की चीजों को देख रहे हैं तो जिस तरह से यह दिखता है यह वह हिस्सा है जिसे हम बनाए रखने जा रहे हैं उसे तीरों द्वारा दिखाना है और कटा हुआ तल लंबा डेश और उसके बाद दो छोटे डैश के द्वारा यह एक कट तल दिखाएंगे और आंतरिक रूप से हमारे पास जो छिपी हुई रेखाएं हैं इसे हम डैश लाइनों द्वारा दिखाएंगे उसके लिए हम इस हिस्से को बनाए रखते हैं उस हिस्से को हटा दें जो कुछ भी बचे हुए हिस्से हैं उसे हम दर्शाते है यदि हम पूरी वस्तु के साथ ऐसा करते हैं तो हम पूर्ण सेक्शनल व्यू कहते हैं यह महत्वपूर्ण बात हैं सेक्शनल क्षेत्र एक दृश्यमान रूपरेखा से घिरा हुआ है जब आप उसे ऊपर के दर्शी से देख रहे हैं हालांकि शीर्ष दृश्य और अन्य चीजों पर जब हमने कट सेक्शन को खोला था तो हमें वह डैश रेखाओं को दिखाया हैं कट के बाद यह डैश रेखा नहीं होनी चाहिए क्योंकि तल उसी से गुजर रहा है तो इस लाइन को एक निरंतर लाइन माना जाता है उसके बाद वह हमें डैश लाइन नहीं दिखानी चाहिए यह पूरी रेखा एक निरंतर रेखा बन जाएंगी जबकि उस कटे हुए सेक्शन को हटाए बिना शीर्ष दृश्य में ये डैश लाइनें ही रहेंगी कटिंग प्लेन के पीछे दूसरा दिखाई देने वाला किनारा है जिसे हम दिखाएंगे तो जो कुछ भी दिखाई देने वाले किनारों को हम देख सकते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से उस कटिंग तल पर दिखाया जाना चाहिए यदि कोई छिपी हुई विशेषताएं हैं तो सेक्शनल दृश्य के सभी क्षेत्रों में छोड़ दिया जाना चाहिए उदाहरण के लिए हम यहां एक स्लाइस बना रहे हैं लेकिन उसमे आंतरिक भाग हो सकते हैं जो छिपे हुए हैं सेक्शन के पीछे कहीं आंतरिक भाग हो सकते हैं लेकिन जब हम सेक्शनल दृश्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हमें उस सेक्शनल व्यू पर उस छिपे हुए हिस्से को नहीं दिखाना चाहिए यद्यपि यह छिपी हुई वस्तु की तरह है तो भी उसको यहा नहीं दिखाना चाहिए यह एक असाधारण अपवाद हैं उदाहरण के लिए यदि थ्रेड्स और टूटे हुए सेक्शन हैं जो हम अगली कक्षा में सीखेंगे तो उस टूटे हुए सेक्शन के दौरान हम उस तरह की लाइनों को दिखा सकते हैं लेकिन अधिकांश मामलों में अगर कोई छिपी हुई चीज है जिसे हमें कट सेक्शन लेने के बाद नहीं दिखाना चाहिए यह मानक प्रतिनिधित्व है अब लाइनों के प्रकार के बारे में हमें मटिरियल के आधार पर दिखाना चाहिए इसलिए हमारे पास एक डेटा बुक होगी जहां हम देख सकते हैं कि क्या यह एक लौह मटिरियल है उदाहरण के लिए यदि यह पर एक कच्चा लोहा या फिर सामान्य मटिरियल का उपयोग है तो हम इसे हैच के रूप में 45 डिग्री लाइनों को दर्शाते हैं और ये रेखाएं समानांतर हैं जिसको हम यहा दिखा रखे हैं तो अपने मिनी ड्राफ्टर का उपयोग करके आप इन समानांतर रेखाओं को बनासकते हैं यदि यह एक स्टील है तो ये केवल एक समानांतर रेखाएं नहीं हैं बल्कि दो समानांतर रेखाएं हैं जिन्हें हमें एक अंतर के साथ दिखाना है तो इस तरह का प्रतिनिधित्व स्टील का प्रतिनिधित्व करता है यदि यह पीतल कांस्य या तांबे की मटिरियल जैसी कुछ है तो इस तरह की नरम मटिरियलको हम इसे एक डैश लाइन के बाद एक डैश लाइन के बाद फिर एक निरंतर लाइन के बाद दिखाते हैं यह वह तरीका है जिससे हम मटिरियल को दिखाते हैं आइए हम सममित वस्तु के बारे में अधिक जानकारी देखें तो यहाँ हमारे पास इस तरह की सर्क्युलर समरूपता है और azimuthally सममित वस्तु हम इसे उस तल के साथ टुकड़ा करना चाहेंगे इसका मतलब है कंप्यूटर के लिए सामान्य आप उस वस्तु का एक टुकड़ा लेने जा रहे हैं इसलिए अगर मैं इस तल का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूं तो उस तल के रास्ते में सभी चिजे आ जाती हैं और तीर की दिशा वाले हिस्से को बनाए रखते हैं इसका मतलब है कि इस हिस्से को बनाए रखें इस हिस्से को हटा दें एक बार जब हम इस भाग को पूरा कर लेते हैं तो हम इसे बनाए रखने जा रहे हैं आप इस ऑब्जेक्ट की आंतरिक संरचना को देख सकते हैं इसमें एक बोर ड्रिल्ड बोर है जो उस हिस्से के पास है और इस तरह मटिरियल से भरी हुई है क्योंकि यहा पर दो अलग समानांतर रेखाएं दर्शाई गई हैं तो यह एक स्टील ऑब्जेक्ट है आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं यहां हमारे पास एक वस्तु है और कट तल सेक्शन को हम AA कहते हैं इस हिस्से को बनाए रखें इस हिस्से को हटा दें अगर मैं उस मटिरियल का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं तो उस सेक्शनल दृश्य को दिखाने के बाद मुझे इसे इस तरह की छिपी हुई लाइनों द्वारा नहीं दिखाना चाहिए ये गलत है दूसरी बात जब आप कट प्लेन के माध्यम से मटिरियल निकालते हैं तो माना जाता है कि इसमें हैच लाइनें होती हैं और यहा पर वह हैचड लाइनें भी गायब हैं तो यह एक गलत ड्राइंग है सही देखाव वह जो उन चीजों को दिखा रहा है और इन निरंतर लाइनों को भी दिखा रहा है अब हम आधे सेक्शन व्यू को देखेंगे तो एक आधा सेक्शन दूसरे आधे के बाहरी हिस्से को बनाए रखते हुए एक वस्तु के एक आधे हिस्से के इंटीरियर को उजागर करता है और इन आधे सेक्शन का उपयोग मुख्य रूप से सममित वस्तुओं के लिए किया जाता है पूर्ण सेक्शनल दृश्य इस समरूपता के लिए आवश्यकता नहीं है लेकिन आधे सेक्शन व्यू का प्रतिनिधित्व करना फायदेमंद है क्योंकि हमें इस हैच रेखाओं से पूरी वस्तु को नहीं भरनी है क्योंकि उनके पास एक रोटेशनल रूप से सममित चीज़ है उस हिस्से का कुछ एक चौथाई हिस्सा हम इसे निकाल देंगे और शेष भाग को आधा भाग दिखा देंगे उस पर नजर डालते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास यह वस्तु है यह एक गोलाकार सममित है अब अगर मैं इसे दिखाना चाहता हूं तो मुझे इस सारे हिस्से मे हैच नहीं बनाना है और यह सब एक कैमरा लेंस है वास्तव में यहकैमरे के लिए मैं केवल इस एक चौथाई तिमाही हिस्से को दिखाना चाहता हूं जो कि हैचड लाइनों के रूप में है इस प्रकार हम हमारा उद्देश्य भी पूरा करता है इस तरह की चीजें अगर हम करने जा रहे हैं तो हम इसे आधा सेक्शन की चीजें कहते हैं उदाहरण के लिए हमें कोई दूसरी वस्तु चुननी चाहिए तो हम इस वस्तु के लिए इस दिशा में समरूपता रखते हैं तो अब मैं इस हिस्से को हटा सकता हूं और इस हिस्से को हटा सकता हूं और इस हिस्से को बनाए रख सकता हूं कल्पना करने की कोशिश कर सकता हूं कि यह कैसा दिखता है तो अगर यह कटा हुआ तल है तो इस हिस्से को बनाए रखें यह कटा हुआ तल है उस हिस्से को बनाए रखें तो मेरा तल उस तरह से चला जाता है एल कोण एल कोण तल की तरह मैं एक स्लाइस बनाना और इस हिस्से को निकालना चाहूंगा इसे इस तरह बनाए रखूंगा कि यह कैसा दिखता है उस तरह के उद्देश्य के लिए हम आधे सेक्शन का उपयोग करते हैं इसलिए यदि मैं उस हिस्से को हटा देता हूं तो आपके पास मटिरियल है जो यहां दिखाई दे रही है हमने इस हिस्से को नहीं हटाया इसलिए हम इसे हैच द्वारा नहीं दिखाते हैं और फिर से इस हिस्से को हटा दिया जाता है तो हम इसे हैच रेखाओं द्वारा दिखाते हैं इसी तरह इस भाग को हमने हटा दिया है इसलिए हम इसे हैच हुई रेखाओं द्वारा दिखाते हैं इसलिए यदि हम शीर्ष दृश्य से देख रहे हैं तो यह वस्तु है जो इस तरह के दिखेंगी ये गोलाकार छेद इत्यादि जैसी और जो हिस्सा हमें निकालना है और यह बरकरार है इसलिए यह एक कारण है कि हमारे पास इस तल की जानकारी है जो जाती है और हम इसे इस दिशा में भी हटाना चाहते हैं तो यह जाता है और यह तो बनाए रखना हटाना आधे सेक्शन व्यू के अनुसार यदि यह एक पूर्ण सेक्शन है तो यह सभी तरह से चला जाता है हमें इसकी आवश्यकता नहीं है तो यह हिस्सा जो भी हम प्राप्त करने जा रहे हैं वह वस्तु की अधिक जानकारी हमे इस देखाव के द्वारा मिलेगी यहाँ इस अर्थ में अधिक जानकारी की तरह हम इसछेद को देखने की स्थिति में होंगे वहा छेद नहीं है और इस हिस्से में इस तरह की मटिरियल है इसलिए हमें इस बात को दिखाने की आवश्यकता नहीं है इसलिए अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की कल्पना कर रहा हूं तो यह हिस्सा जहां हैच हिस्सा है वहां हमारे पास वह हैच लाइनें हैं और क्योंकि यह पर छेद है इसलिए हमारे पास वहां बोर है और एक अक्ष रेखा है जो उस से गुजरती है क्योंकि यह एक आधा सेक्शनल देखाव है यह वस्तु जो भी हम इसे काट रहे हैं वह शेष बाकी कटी हुई सेक्शनल चीज को मैप करता है इसलिए आपका कट सेक्शन आपको केवल वहां से देखने की स्थिति में होगा तो इस और ये इस के बीच का एक अंतर है इसलिए हमारे पास जो भी कट सेक्शन है हम वहां देख सकते हैं और यह सफेद खाली स्थान है और मटिरियल केवल यहां से हटा दी जाती है लेकिन केंद्र रेखा से नहीं तो केंद्र रेखा से आपके पास नीचे की तरफ की वस्तु है जो बिना किसी कट व्यू के मटिरियल की तरह निकलती है इस तरह की वस्तुओं या विचारों को हम आधा सेक्शनल व्यू कहते हैं यह संपूर्ण वस्तु को देखने मे सरल करता है कि जो चीज़ हमे पहेले नहीं देख पा रहे थी इस तरफ भी सममित होगा तो यह एक आसान तरीका है किसी को समजने के लिए इसमें छेद भी है और यह असममित प्रकार की वस्तु है और आपके पास बाएं दाएं समरूपता है और इसलिए केवल इस भाग को दिखाना काफी अच्छा है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि हमें इस आधे हिस्से पर कोई छिपी हुई रेखाएं नहीं दिखानी चाहिए और एक केंद्र रेखा को विभाजित करना चाहिए जो आधा और तीर दिशा हमारे बनाए रखने वाले हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है अब हम दूसरी वस्तु चुनते हैं फिर से हमारे पास यह सममित वस्तु है और हम इस हिस्से को बनाए रखना चाहते हैं इस हिस्से को हटा दें अगर मैं इसे हटाता हूं तो हमारे पास यह मटिरियल है मटिरियल वहां है तो वह मटिरियल जो हमारे पास है वह इन हैचड लाइन्स है और जो वहां सभी तरह से फैली हुई है और जो वहां सभी तरह से फैली हुई है तो हम दिखा रहे हैं कि वह एकहैचर्ड लाइनों के रूप में अब यह इसलिए हम यहा पर मॅप कर रहे हैं आपको एक केंद्र रेखा मिल जाएगी और यह मटिरियल अनुमानित है इसलिए हमारे पास कोई छिपी हुई रेखाएं नहीं हैं और इसलिए हमारे पास यह गोल दिशा में सममित हैं अब हम एक और दृश्य देखते हैं जिसे हम ऑफसेट सेक्शन कहते हैं एक स्थान पर एक सेक्शनल तल होने के बजाय यदि हमारे पास उस मशीन तत्व के आंतरिक भागों को दिखने के लिए ऑब्जेक्ट के माध्यम से गुजरने वाले कई तल हैं फिर हम इस ऑफसेट सेक्शन के साथ चलते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास यह ब्रैकेट है मैं चाहूंगा कि एक तल आता है उस दिशा में जाता है फिर से उस वस्तु से गुजरता है जो आता है फिर से जाता है इस तरह का सेक्शन मैं चाहूंगा अगर ऐसा है अगर मैं उस दिशा में तीर का प्रतिनिधित्व करता हूं इसका मतलब है कि इस हिस्से को हटा दें आइए हम एक आइसोमेट्रिक तरीके से कट सेक्शनल दृश्य की कल्पना करें इसलिए यदि हम शीर्ष भाग को देख रहे हैं तो इस भाग को बनाए रखें इस भाग को बनाए रखें इसे हटा दें इसलिए सममितीय स्तर पर हम इस सियान रंग के भाग को हटाना चाहते हैं और नीले रंग को बनाए रखना चाहते हैं यदि हम कट सेक्शनल व्यू करते हैं तो ऑफसेट सेक्शनल व्यू जो हम देखेंगे वह प्लेन के माध्यम से होता है तो इस भाग को भौतिक तत्व माना जाता है और ये अनुमानित विचार हैं इसलिए हमें इसे हटाने के बाद उस दिशा में कल्पना करनी होगी लिहाजा इन सभी हिस्सों को प्रोजेक्ट किया जाएगा जब हमारे पास उस तरह का प्रोजेक्शन है तो हमने वहां कोई मटिरियल नहीं निकाली इसलिए ऐसी कोई मटिरियल नहीं निकाली गई है जो बोर की तरह है और इस भाग में हम मटिरियल रखते हैं इस भाग में हमारे पास मटिरियल होगी अब इसके फिर से हम एक छेद हो जाएगा जो वहाँ से गुजर रहा हो तो हमारे पास यह निरंतर लाइनें हैं तो मटिरियल मौजूद है फिर से यहां सभी तरह से आता है मटिरियल को हटाया नहीं जाता है इसलिए मटिरियल को हटाया नहीं गया है तो अनुमानित व्यू हमें उस वस्तु पर देखना होगा अब अगर मेरे पास यह मटिरियल है अगर मेरे पास यह मशीन तत्व है क्या आप विभिन्न तलो में ऑफसेट सेक्शन का अनुमान लगा सकते हैं उदाहरण के लिए मैं कुछ इस तरह से लेना चाहूंगा इसे ले लीजिए फिर से उस पर से गुजरना होगा अगर ऐसा है तो कैसा दिख रहा है अगर मेरे पास ऐसा कुछ है तो उस दिशा में आता है उस हिस्से को बनाए रखें उस हिस्से को बनाए रखें और इसे हटा दें यह कैसा दिखता है अगर मैं उस रास्ते में एक तल रख रहा हूँ तो वहाँ से गुज़रता हूँ और फिर उसी से गुज़रता हूँ यह कैसा लग रहा है उन ऑफसेट प्रकार का सेक्शन लगता है इसलिए उदाहरण के लिए यदि हम अलग अलग तलो में ऑफसेट सेक्शन ले रहे हैं उदाहरण के लिए मैं एक सेक्शन पास करना चाहता हूं तो इस छेद के ऊपर उस दिशा में आना है फिर से उस छेद से गुजरना है मैं जिस दूसरे से गुजरना चाहूंगा उस दिशा में आता हूं फिर से उस B से गुजरता हूं इसी तरह मैं इस तरह से एक सेक्शन पारित करना चाहता हूं कैसे यह हो जाता है ये सेक्शनल विचार हैं तो आइए हम समाधान देखें सेक्शन A यदि मैं चुन रहा हूं यदि मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं तो हम जहां भी हो रहे हैं वहां ये मटिरियल भाग होंगे और जिन स्थानों पर बड़े हिस्से हैं हमने उस भाग को खाली नहीं छोड़ा है इसी तरह सेक्शन B यदि हम इसके माध्यम से कर रहे हैं तो यह कैसा दिखता है यह एक इसके तरह दिखाई देता हैं सेक्शन C यह वह सेक्शन है जो हम करना चाहते हैं नीचे एक छेद है नीचे एक छेद है और हमारे पास एक स्लॉट जैसा कुछ है जो सभी तरह से नीचे जा रहा है हमारे पास है और हमारे पास यह छेद है जिसे हम इस तरह से दिखाने जा रहे हैं इसलिए यह तब है जब सेक्शन उस दिशा में दिखते हैं जैसे हम उस दिशा में देख रहे हैं अब हम रिवोल्व सेक्शन को देखते हैं उदाहरण के लिए यदि मेरे पास दो सामग्रियों वाली वस्तु है तो शायद यह एक पेंडुलम की तरह है जो कि स्विंग करने की कोशिश कर रहा है और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अब हम चाहेंगे कि एक सेक्शन वहां से गुजर रहा हो और उस रास्ते से भी गुजर रहा हो तो उस तल के साथ स्लाइस को हटा दें उस तल के साथ स्लाइस को हटा दें और इस को बनाए रखें जब हमारे पास इस तरह की वस्तु है तो हम इस सामग्री को काट रहे हैं तो इसे हैचड लाइनों द्वारा दिखाएं अब इस ऑब्जेक्ट को हम हटा देते हैं लेकिन हम इसे प्रक्षेपण तल पर देखना चाहेंगे इसलिए इस पूरी मटिरियल को हटाने के बाद हम क्या करते हैं हम इसे पूरे तरीके से बदल देते हैं क्योंकि हम इस दिशा में कुछ देखना चाहते हैं अगर मैं सीधे साइड व्यू से देख रहा हूं तो यह इस हिस्से तक होगा जिसे हम देखने की स्थिति में होंगे लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होगी कि यह कितना बड़ा या लंबा है उस उद्देश्य के लिए जो हम करते हैं उसे जानने के लिए यह एक रिवोलविंग सेक्शन के रूप में है हम इस वस्तु को नीचे की ओर घुमाते हैं उस हिस्से को हटा दें इसलिए यदि आप जो भी उस रेखा को घूमाने के बाद इस प्रक्षेपण लाइनों को देख रहे हैं यह हिस्सा उसी के साथ मेल खाता है उस हिस्से को घूमाने के बाद यह दिखाते हुए कि यह इसके साथ संयोग करता है तो हम कुछ इस अर्थ में होंगे कि उस वस्तु की सच्ची जानकारी केवल इसतरीके से पेश की जानी चाहिए इसलिए हम ड्रिल किए गए छेद के आकार और अन्य आंतरिक विवरणों को देखने की स्थिति में होंगे अगर हम इस तरह की वस्तुएं ले रहे हैं तो हम इसे रिवोलविंग सेक्शन कहते हैं इसलिए आज की कक्षा में हमने पूर्ण सेक्शन का विवरण आधा सेक्शन ऑफसेट सेक्शन और घूमने वाले सेक्शन के बारे में सीखा है अगली कक्षा में हम रिब और वेब सेक्शन संरेखित सेक्शन टूटे हटाए गए और मशीन तत्वों के बारे में जानेंगे